तो एक अन्य मूल तत्व जिस पर हम अब विचार कर सकते हैं जिसे अन्योन्य प्रेरण करने वाला के रूप में जाना जाता है यह प्रारंभ करने वाला से संबंधित है हम जानते हैं कि यदि आपके पास एक प्रारंभ करनेवाला एल में विभवांतर वी है और वर्तमान I प्रारंभ करनेवाला एल के माध्यम से फ्लक्स लिंकेज एल गुणा I द्वारा दिया जाता है और विभवांतर फ्लक्स लिंकेज के समय व्युत्पन्न द्वारा दिया जाता है जो एल गुना है और वर्तमान का समय व्युत्पन्न है अब क्योंकि एक प्रारंभ करनेवाला का चुंबकीय क्षेत्र प्रारंभ करनेवाला के बाहर फैला हुआ है यह पता चला है कि आप एक और प्रारंभ करनेवाला रख सकते हैं और इन दोनों के बीच अंतर करने के लिए मैं इसे L 1 I 1 और V 1 कहूंगा और मैं इसे L 2 कहूंगा I 2 और V 2 उन्हें एक दूसरे के लिए पर्याप्त रूप से बंद करने की व्यवस्था की जा सकती है जैसे कि जब आप I 1 से L 1 को पास करते हैं तो यह L 2 में चुंबकीय दायर को प्रेरित करता है और वहां कुछ फ्लक्स लिंकेज भी करता है तो प्रारंभ करनेवाला L 1 में फ्लक्स लिंकेज I 1 के साथ साथ I 2 से संबंधित है और इसी तरह L 2 में फ्लक्स लिंकेज I 1 और I 2 दोनों से संबंधित है इसलिए यह संभव है क्योंकि एक प्रारंभ करने वाला में चुंबकीय क्षेत्र प्रारंभ करने वाला के भौतिक विस्तार के बाहर फैल सकता है तो ऐसे मामले में एल पहले प्रारंभ करने वाला में फ्लक्स लिंकेज कुछ एल 1 गुना I 1 है जो कि हम यह जानने की उम्मीद करते हैं कि हम इंडक्टर्स के बारे में क्या जानते हैं लेकिन यह कुछ अन्य निरंतर एम से दूसरे प्रेरक में वर्तमान से संबंधित है और इसी तरह फ्लक्स लिंकेज एम 2 एल 2 आई 2 से संबंधित है जो वह है जो आप दूसरे प्रारंभ करने वाला के साथ साथ पहले प्रारंभ करने वाला में समान पारस्परिक प्रारंभ करने वाला के समय की अपेक्षा करते हैं तो वही गुणांक यहां दिखाई देता है और हम चर्चा नहीं करेंगे कि ऐसा क्यों है लेकिन यह मौलिक संपत्ति है जो I 2 और psi 1 के बीच आनुपातिकता स्थिरांक I 1 और psi 2 के बीच समान है और यह स्थिरांक है एल 1 और आई 2 के बीच पारस्परिक अधिष्ठापन के रूप में जाना जाता है तो इस वजह से हम फिर से वर्तमान विभवांतर संबंध प्राप्त कर सकते हैं जो कि वी 1 एल 1 डीआई 1 बाय डीटी प्लस एम डीआई 2 बाय डीटी और वी 2 एम डीआई 1 बाय डीटी प्लस एल 2 डीआई 2 बाय डीटी है तो यह पारस्परिक प्रारंभ करनेवाला और विभवांतरदोनों कॉइल के दर परिवर्तन पर निर्भर करता है इस L1 को कॉइल नंबर एक का सेल्फ प्रेरक कहा जाता है और L 2 को कॉइल नंबर दो का सेल्फ प्रेरक कहा जाता है और M को इन कॉइल्स के बीच का आपसी इंडक्टरकहा जाता है कॉइल एक का सेल्फ प्रेरक है यह होता है जो विभवांतरऔर धारा के बीच संबंध देता है अगर कॉइल दो भी मौजूद नहीं था इसी तरह दूसरे कॉइल के सेल्फ प्रेरक के लिए आपसी प्रेरक केवल एक ही दिखाई देता है जिसे आप इन दोनों कॉइल को एक साथ लाते हैं ताकि एक प्रारंभ करनेवाला से चुंबकीय क्षेत्र और दूसरे प्रेरक करने वाला को प्रभावित करे और ये वर्तमानविभवांतर संबंध हैं स्पष्ट रूप से यह दो टर्मिनल तत्व नहीं है चार टर्मिनल हैं प्रत्येक प्रेरक करने वाला के लिए दो अब यदि आप सावधान रहे हैं तो आपको कुछ अस्पष्टता दिखाई देगी जो मुझे दो कुंडलियों को फिर से लेने की अनुमति देती है यदि मैं पहली कॉइल को अपने आप लेता हूं तो मैं निष्क्रिय साइन कन्वेंशन के अनुसार वी 1 और आई 1 को परिभाषित करूंगा और किसी भी अस्पष्टता को दूर करने के लिए मैं इन टर्मिनलों ए और बी को करता हूं और मैं समान रूप से इस ए और बी को भौतिक टर्मिनलों को चिह्नित कर सकता था मैं विपरीत दिशा में वी 1 को समान रूप से परिभाषित कर सकता था और निष्क्रिय संकेत सम्मेलन के अनुरूप होने के लिए मुझे इस दिशा में I 1 पर विचार करना होगा अब जब मेरे पास कॉइल नंबर 2 है तो मेरे पास फिर से वही दो संभावनाएं हैं मेरे पास सी और डी है और मैं वी 2 इस तरह से ले सकता हूं और मैं 2 इस तरह या वी 2 इस दिशा में और मैं 2 उस दिशा में क्या मैंविभवांतरको परिभाषित करने के लिए सी को सकारात्मक टर्मिनल मान सकता हूं याविभवांतरको परिभाषित करने के लिए डी को सकारात्मक टर्मिनल माना जा सकता है इससे सेल्फ प्रेरक की परिभाषा पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दिशा I 2 भी उलट जाती है क्योंकि अगर मैंने V 2 लिखा है L 2 dI 2 dt है तो मैं माइनस V 2 को L 2 टाइम व्युत्पन्न माइनस I 2 के रूप में भी लिख सकता हूं जो कि इसके अनुरूप है नीचे की तस्वीर में चुनी गई दिशा अगर मैं इसविभवांतरको कुछ और परिभाषित करता हूं तो यह केवल उसविभवांतरका नकारात्मक होता है और यह धारा उस धारा का नेगेटिव होता है लेकिन जब आपके पास एक पारस्परिक प्रारंभ करनेवाला होता है तो एक समस्या होती है अब मैं कॉइल 1 को इस तरह से परिभाषित कर सकता हूं और कॉइल 2 को ऐसा या ऐसा होने से आपसी प्रेरक के लिए फर्क पड़ता है क्योंकि यह धारा उस धारा के विपरीत होता है अगर मैंने फ्लक्स लिंकेज को एल 1 गुना I 1 प्लस एम गुना I 2 लिया तो इसके लिए स्वयं अधिष्ठापन भाग के लिए कोई अस्पष्टता नहीं है लेकिन दूसरे भाग के लिए अगर मैं इस दिशा में कॉइल 2 I 2 लेता हूं मुझे कुछ मिलता है और अगर मैं इसे विपरीत दिशा में लेता हूं तो मुझे नकारात्मक मात्रा मिलती है इसलिए इस अस्पष्टता को दूर करने के लिए जब आपके पास एक पारस्परिक प्रारंभ करने वाला है मान लें कि हमारे पास V 1 और I 1 है आप उस कॉइल के बगल में बिंदु रखते हैं और आपके पास V 2 और I 2 हैं ये बिंदु वहां हैं ताकि संकेत अस्पष्टता हो आपसी युग्मन में हटा दिया जाता है तो एक बार जब आप बिंदु दे देते हैं तो क्या आप कहते हैं कि आप V 1 चुनते हैं और I 1 इसे पसंद करते हैं मुझे इसे हटाने दें मान लीजिए कि आप V 1 की परिभाषा के लिए V 1 को इस तरह से चुनते हैं तो डॉट वाला टर्मिनल पॉजिटिव है और I 1 डॉट में प्रवाहित होता है फिर आप V 2 को भी टर्मिनल के साथ लेते हैं जिसमें डॉट पॉजिटिव होता है और I 2 डॉट में बहता है इसके साथ V 1 को L 1 dI 1 द्वारा dt M dI 2 और dt द्वारा दिया जाएगा और V 2 I 2 के I 1 L 2 समय व्युत्पन्न का M समय व्युत्पन्न होगा इसलिए यह संकेत अस्पष्टता को हटा देता है कि क्या आप निष्क्रिय साइन कन्वेंशन के अनुसार डॉट्स औरविभवांतरमें जाने वाली दोनों धाराओं को लेते हैं तो आपको यहां प्लस साइन मिलता है यदि किसी भी कारण से आप I 1 को बिंदु I 2 में बहने पर विचार करना चुनते हैं तो निश्चित रूप से आपको निष्क्रिय संकेत सम्मेलन के अनुरूपविभवांतरचुनना होगा जिसका अर्थ है कि V 1 का सकारात्मक टर्मिनल जहां भी I 1 है में बह रहा है और V 2 का धनात्मक टर्मिनल है जहां I 2 प्रवाहित हो रहा है इस विशेष मामले में V 1 होगा L 1 dI 1 by dt M dI 2 by dt और इसी तरह V 2 होगा M समय व्युत्पन्न आई 1 प्लस एल 2 टाइम व्युत्पन्न I 2 का तो जैसा कि आप देख सकते हैं दूसरे कॉइल से प्रेरित विभवांतरका संकेत है कि पारस्परिक प्रेरितविभवांतरक्या बदलता है इसके द्वारा दिया गया सेल्फ प्रेरक पार्ट नहीं बदलता है इसलिए जब आप पारस्परिक अधिष्ठापन निर्दिष्ट करते हैं तो आप बिंदुओं को भी निर्दिष्ट करते हैं ताकि धाराओं और विभवांतरके संकेत में कोई अस्पष्टता न हो